नमस्कार व्याख्यान 2 में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम स्केलिंग के प्रभावों पर चर्चा करने जा रहे हैं अब ये स्केलिंग प्रभाव क्या है क्या जिन सेंसरों या उपकरणों के बारे में हम बात कर रहे हैं वे पहले से विद्यमान हैं पहले से विद्यमान का अर्थ है कि वे वर्तमान में मैक्रोस्केल में मौजूद हैं लेकिन हम वास्तव ने क्या कर रहे हैं हम उसी तरह के डिवाइस या सेंसर माइक्रोस्केल या नैनोस्केल पर उपयोग करने के लिए बना रहे हैं अब यही वह है जिसे हम स्केलिंग कहेंगे जैसे हम डिवाइस को स्केलिंग डाउन मतलब छोटा कर रहे हैं अब इस स्केलिंग डाउन के कारण इसमें जो बदलाव होता है उससे भौतिकी या विज्ञान या घटना क्या परिवर्तन होता है यह वास्तव में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन के कारण वास्तव में परिवर्तित होती हैं अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें पहली बात यह है कि हमें स्केलिंग का अध्ययन क्यों करना चाहिए और यह स्केलिंग क्यों महत्वपूर्ण है पहली बात यह है कि स्केलिंग वास्तव में डिवाइस की परफॉर्मेंस को निर्धारित करती है इसका मतलब है कि हम यह कहें कि जिस भी फिनोमिना या जिस भी भौतिकी पर यह निर्भर है उस भौतिकी में बदलाव कैसे आते हैं जब हम इसकी माप को घटाते या बढ़ाते हैं फिर कुछ माइक्रो डिवाइस ऐसे भी हैं जो मैक्रो स्केल या बड़ी डाइमेंशन पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे क्योंकि वह भौतिकी या वह विशेष कार्य सिद्धांत बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण नहीं होगा और स्केलिंग प्रभाव वास्तव में आपको माइक्रो नैनोस्केल डिवाइस को समझने का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करता है कि वे कैसे काम करते हैं और वे हमारी मैक्रो संसार से कैसे अलग हैं और सरल मॉडलिंग पर आधारित सरल स्केलिंग विश्लेषण वास्तव में हमें यह आकलन करने में मदद करता है कि क्या कोई उपकरण या एक उपकरण मिनिएचराइजेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं ठीक है क्योंकि कुछ भी बनाने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि उस डिवाइस के लिए लघुकरण संभव है या नहीं और दूसरी बात यह है कि क्या यह उपयुक्त होगा और यह डिवाइस लघुकरण miniaturization मिनिएचराइजेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं स्केलिंग प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हम इस गैलीलियो बोन Galileo's Bone के उदाहरण का उपयोग करेंगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं आइए हम इस छोटी हड्डी को लेते हैं और फिर इसे x y z अक्षो में 3 गुना बढ़ा देते हैं जबकि हड्डी की मोटाई उतने ही गुना बढ़ जाएगी जितनी कि उससे 3 गुना बड़े जानवर के लिए होनी चाहिए अब यदि आप स्लाइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी हड्डी कुछ इस तरह दिखाई देगी जो देखने में बहुत ज्यादा अनुपातहीन डिस्प्रपोसनेट disproportionate लगती है अब बिंदु यह है कि क्या छोटी हड्डी वास्तव में कमजोर है जैसा कि यह बड़ी हड्डी की तुलना में दिखती है वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि छोटे आकार में और भी अधिक सापेक्ष शक्ति होती है अब हमसे जो यहां छूट रहा है वह यह है कि किसी आकार की विमाओं को 3 गुना से 4 गुना कम कर देने का मतलब यह नहीं है कि उसके सभी गुण भी 3 या 4 गुना कम हो जाएंगे अतः इसलिए ही हमें यह समझने की जरूरत है कि स्केलिंग कैसे काम करती है यह मूल स्केलिंग नियम है जहां हम अब कुछ फिनोमिना के बारे में बात करते हैं जो एकल विमा से संबंधित हैं या केवल लंबाई के पैमाने की तरह हैं तो जब भी इसको 10 गुना किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह 10 गुना बढ़ या 10 गुना घट जाता है जब भी हम इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं या घटाते हैं जबकि कुछ फिनोमिना जो सतह पर निर्भर हैं वे 100 गुना अधिक या 100 गुना कम हो जाती हैं अगर हम इसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं इसी तरह आयतन से संबंधित घटनाएं 1000 गुना बढ़ जाती हैं या 1000 गुना कम हो जाती हैं जबकि हम इसकी एकल विमा को 10 गुना बदलते हैं तो इसका क्या मतलब है अर्थात कि मैक्रो वर्ल्ड में मैक्रो वर्ल्ड में आयतन बल प्रभावी हो सकता है क्योंकि आयतन बल L लंबाई का घन है इसलिए आयतन बल हजार गुना अधिक है जबकि अगर अब हम कहें कि L लंबाई को 10 गुना कम करें तो यह बल वास्तव में 1000 गुना कम हो जाएगा जबकि सतह या लंबाई पर निर्भर बल हजार गुना कम नहीं होंगे और निर्भर नहीं होंगे यह सतह और लंबाई पर निर्भर बल क्रमशः केवल 100 गुना या 10 गुना कम हो जाएगा तो कुछ बल जो आयतन पर निर्भर हैं या जो आयतनात्मक बल वॉल्यूमेट्रिक फोर्स volumetric force हैं वे मैक्रो वर्ल्ड में प्रभावी होंगे जबकि एक आयामी या दो आयामी बल जैसे सतह तनाव वगैरह माइक्रो वर्ल्ड में प्रभावी होंगे अब हम इन उदाहरणों पर काम करेंगे और हम देखेंगे कि यह वॉल्यूमेट्रिक बल और क्षेत्र पर निर्भर बल या लंबाई पर निर्भर बल वास्तव में कितने भिन्न होते हैं जब आप स्केल को कम या ज्यादा करते हैं और उसके लिए हम इस उदाहरण पर काम करेंगे जहां हम एक गिलास पानी ले रहे हैं और हम कांच के ब्लॉक ले रहे हैं जिनका घनत्व पानी की तुलना में बहुत अधिक है अब सवाल यह है कि क्या ब्लॉक डूबेगा या नहीं और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इसे कागज पर हल करेंगे उत्प्लावकता शून्य ली भार तो हमारे पास एक ग्लास बीकर है और बीकर के अंदर पानी भरा है और फिर हमारे पास एक ग्लास ब्लॉक है अब सवाल यह है कि ब्लॉक डूबेगा या नहीं ठीक है और यह ब्लॉक एक ग्लास ब्लॉक है जिसकी एक भुजा L है तो यह है एक घन की तरह जहाँ प्रत्येक भुजा L है जैसे यह लंबाई L है और यह पानी है अब आइए पहले अपनी जानकारी से शुरू करते हैं जो कि मैक्रो वर्ल्ड है और मान लेते हैं कि L और ग्लास ब्लॉक की प्रत्येक भुजा 1m के बराबर है तत्पश्चात हम ग्लास का घनत्व 8000 Kgm3 ले लेते हैं तो यह ग्लास का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक है और g जो कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10ms2 के बराबर है वास्तव में यह 981ms2 है लेकिन गणना की सरलता के लिए हम इसे 10ms2 ले लेते हैं अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई ब्लॉक या वस्तु पानी या किसी प्रकार के तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है जो उसे ऊपर धकेलने का प्रयास करता है लेकिन इस मामले में हम उत्प्लावकता की उपेक्षा करेंगे शून्य लेंगे तो मैं यहाँ यह मान रहा हूँ कि ब्लॉक का वजन ब्लॉक को डुबाने की कोशिश करेगा और उत्प्लावन उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा इसलिए हम उछाल की उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन एक और बल होगा जो सरफेस टेंशन फोर्स है और हम देखेंगे कि इस स्केल पर वजन और सरफेस टेंशन फोर्स वास्तव में कैसे तुलना होती है तो आइए पहले हम ब्लॉक के वजन की गणना करें तो वजन क्या है वजन मान लें कि गुरुत्वाकर्षण बल या वजन Fwmg के बराबर है जहां m ब्लॉक का द्रव्यमान और वजन ρL3g है क्योंकि द्रव्यमान ρV है जहां ρ घनत्व और V आयतन जो कि L3 है इसलिए वजन का मान घनत्व आयतन और g के गुणनफल से मिलता है और यदि आप सभी मान रखते हैं तो आपको लगभग 80000 N मिलता है तो वजन 80000 N है सतह तनाव गुणांक सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट surface tension coefficient ऊपरी पृष्ठ तनाव बल ब्लॉक डूब जाएगा अब मैं मानता हूं कि सतह तनाव गुणांक सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट surface tension coefficient γ का मान 0073Nm के बराबर है अब पृष्ठ तनाव बल क्या है यह ऊपर की ओर होगा तो ऊपर की ओर सतह तनाव बल अब इसका सूत्र याद करते हैं और हम इसे Fstγ×S कहते हैं यह S क्या है यह S वास्तव में इंटरफ़ेस की लंबाई या ग्लास ब्लॉक की परिधि है तो यह S क्या है इस मामले में क्योंकि ब्लॉक एक घन की तरह है तो S इसकी 4 भुजाओ के बराबर है जो कि पानी के संपर्क में है ठीक है तो S 4 L यह इस कांच के ब्लॉक की तरह है और इसकी 4 भुजाएँ हैं 1 2 3 4 ठीक और यह 4 भुजाएँ ही वह 4 भुजाएं हैं जो पानी के संपर्क में हैं तो परिधि 4 L है तो पृष्ठ तनाव बल कितना है Fst0073×4×1 0292N और पहले हमने देखा है कि Fw 80000N हम उछाल की उपेक्षा कर रहे हैं ठीक है तो Fw सतह तनाव से बहुत अधिक है Fw नीचे की ओर कार्य कर रहा है जबकि Fst ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाला बल से बहुत अधिक है अतः ब्लॉक डूब जाएगा ब्लॉक तैरेगा अब हम उसी प्रश्न को सब कुछ समान रखते हुएछोटी डाइमेंशन में प्रयास करते हैं अब मैं 1 μm का ब्लॉक लेता हूं पहले हमने 1 मीटर का ब्लॉक लिया था अब हम 1 μm का ब्लॉक ले रहे हैं और 1 μm 10 m के बराबर है तो अब हम फिर से वजन के साथ साथ सतह तनाव बल की गणना करते हैं तो Fw ρ L3 g के बराबर है जिसको 8000Kgm3 में 1 μm3 से गुणा कर जिसका अर्थ है कि 10 6 के पूर्ण घन से g 10 की गुणा करते हैं और हमें 8×10N गुणन फल प्राप्त होता है तो यह भार बल है या यह गुरुत्वाकर्षण बल है जबकि ब्लॉक का आकार 1 μm है प्रत्येक भुजा 1 μm की है अब सतह तनाव बल Fst कितना है यह है γ और S के गुणनफल के बराबर है और वह 0073×4×10 6 है क्योंकि अब L 1 μm है तो 4L और वह L1 μm जो कि 10 6 है और वो हमें 29×न्यूटन देता है 29× N अब यदि हम सतह तनाव बल की गुरुत्वाकर्षण बल या भार के साथ तुलना करते हैं तो यह लगभग अब यदि हम सतह तनाव बल की गुरुत्वाकर्षण बल या भार के साथ तुलना करते हैं तो यह लगभग गुना या गुना भार से अधिक है ठीक है इसलिए यदि पृष्ठ तनाव भार से बहुत अधिक है तो ब्लॉक तैरेगा यह क्यों तैरेगा क्योंकि अब ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल से बहुत अधिक है अब जैसा कि हम यहां देखते हैं कि हमने कोई भौतिकी नहीं बदली थी हमने केवल माप बदली है और उस माप में परिवर्तन के कारण पहले भार बल जो कि 80000N था वो अब 8×N हो गया जबकि पृष्ठ तनाव बल 29×N हो गया अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देखें कि सतह तनाव बल जो पहले 0292 N था और अब यह 29×N हो गया है तो सतह तनाव बल भी कम हो गया है और कई कोटि कम हुआ है ठीक है सतह तनाव बल भी कई कोटि से कम हो गया है लेकिन भार बल या गुरुत्वाकर्षण बल 80000N था और इससे घटकर यह 8× N हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में कम हो गया है बहुत अधिक मात्रा में वॉल्यूमेट्रिक फोर्स वास्तव में कम हो गया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है और इसमें एक घन है जिसमें इसकी घात 3 है इसलिए यह हो गया जबकि पृष्ठ तनाव बल के लिए इसमें केवल L होता है इसलिए यह से कम हो गया है ठीक है अब वह क्रांतिक लंबाई कहां है जहां गुरुत्वाकर्षण बल या भार और पृष्ठ तनाव बल बिल्कुल बराबर हैं उस बिंदु पर ब्लॉक बस तैर जाएगा क्रांतिक लंबाई कितनी है जहां तो अब प्रश्न यह है कि क्रांतिक लंबाई कितनी है जहां Fw Fst तो आइए इसकी तुलना करें ठीक है तो Fst किस बिंदु पर Fw को पार करेगा तो चलिए इसे बराबर नहीं कह कर सिर्फ पार करना कहते हैं ताकि कि यह केवल हल्का सा तैरता रहेगा जहां सतह तनाव बल ब्लॉक के वजन से थोड़ा अधिक होगा तो सतह तनाव बल कितना है यह γ×S है इसका मतलब है यह γ×4 L है और यह ρ L3 g से बड़ा होगा और फिर हमे प्राप्त होता है कि L2 4γ ρ×g है और यदि हम इसमें सभी का मान रखते हैं तो यह 4×0073 है और नीचे हमारे पास 8000×10 है और यह 365×हो जाता है ठीक है तो L 191× मीटर बन जाता है तो चलिए इसे मिमी में बदलते हैं तो Lc या क्रांतिक लंबाई 191 मिमी और इसका क्या मतलब क्या है इसका मतलब है कि जैसे ही हम ब्लॉक को 1 मीटर से 1 माइक्रोन तक डुबो रहे हैं तो 191 मिमी पर इसका सतह तनाव बल वजन से ऊपर पार हो जाएगा ठीक है तो हमें इसे पार करने के लिए 19 मिमी के अधिकतम साइज की आवश्यकता है यदि हम ब्लॉक साइज को इससे और कम कर देते हैं और ब्लॉक की प्रत्येक साइड को इससे कम रखते हैं तो ब्लॉक निश्चित रूप से तैरता रहेगा और इसके ऊपर साइज पर यह तैरता नहीं रहेगा और मुझे याद है कि यहां हमने हमेशा उछाल को नगण्य माना है अगर हम उछाल को जोड़ते हैं तो हमारे पास ऊपर की ओर एक अतिरिक्त बल होगा उस स्थिति में हमें कम मात्रा में पृष्ठ तनाव बल की भी आवश्यकता होगी तोथोड़ा और बड़ा ब्लॉक भी वहां तैर सकता है तो आप देखते हैं कि यहां हमें क्रांतिक लंबाई 191 मिमी मिली है और जैसा कि आपने कई मामलों में देखा है कि कुछ कीड़े पानी पर चल सकते हैं और यदि आप उनके पैर देखें तो आमतौर पर इन कीटो के पैरों का व्यास इस 191 मिमी जो कि लगभग 2 मिमी है से बहुत कम हो सकता है और कीट के पैरों का व्यास 2 मिमी से भी कम और बल्कि 2 मिमी से बहुत ज्यादा कम भी कम हो सकता है और उनका वजन भी बहुत कम होता है इसलिए वे कीड़े सतह तनाव बलों का उपयोग करके आसानी से पानी पर चल सकते हैं धन्यवाद